आइए हम लोच के सिद्धांत के अवलोकन पर अपनी चर्चा जारी रखें इस अवलोकन में देखें मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम विस्तृत व्युत्पत्तियों में आने के बजाय लोच के सिद्धांत में प्रश्न को हल करें हम जो भी चर्चा करते हैं वह हमें अप्रत्यक्ष तरीके से दरार टिप स्ट्रेस और विस्थापन क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करेगा दरार के प्रश्नोंं के समाधान के लिए यह ज्ञान आधार आपके लिए आवश्यक है समान रूप से वितरित भार के तहत बीम के प्रश्न का समाधान और पिछली कक्षा मेंसमान रूप से वितरित भार के तहत एक बीम का मामले पर समाधान पर चर्चा शुरू की मैने इस तथ्य पर आपका ध्यान आकर्षित कराया कि जब मेरे पास एक समान रूप से वितरित भार हो तो कर्तन बल लंबाई के साथ बदलता रहता है यह स्थिर नहीं रहता है यह बीम की लंबाई के साथ बदलता है जब कर्तन बीम की लंबाई के साथ बदलती है आपका फ्लेक्सचर सूत्र तब मान्य नहीं रहता फ्लेक्सचर सूत्र केवल स्थिर नमन घूर्ण के मामले के लिए मान्य है हमने एक अपवाद के रूप में देखा यदि आपके पास स्थिर कर्तन बल है तो आप इसे अपवाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं और अगर आपके पास गहरे बीम हैं तो फिर से कर्तन युग्मन है और इस मामले में जो आप पाते हैं वह कर्तन बल बीम की लंबाई पर रैखिक रूप से परिवर्ती होता है तो निश्चित रूप से फ्लेक्सचर सूत्र लागू नहीं होता है भारण से पहले और बाद में प्लेन सेक्शन प्लेन नहीं रहते तो आपको लोच के सिद्धांत के माध्यम से इसका हल करके समाधान की आशा करने आवश्यकता है और दूसरा पहलू जब आपने यह सीखा कि नमन घूर्ण आरेख कैसे खींचेंआप पहली बार केंद्रित बलों का मामला लेते हैं आपके पास तीन बिंदु नमन हो सकते हैं बल्कि मेरे पास एक वितरित भारण की तुलना में बल केंद्रित हो सकता है परंतु जब आप प्रश्न को लोच का सिद्धांत से हल करते हैं जब एकसमान भारण इस तरह से वितरित हो तो सीमा शर्तों को आसानी से निर्दिष्ट किया जा सकता है तो यह सबसे सरल प्रश्नोंं में से एक जो लोच के सिद्धांत की अवधारणाएँ विकसित करने में ली गई है कारण यह है कि सीमा की स्थिति निर्दिष्ट की जा सकती है और पहले एक चीज है आप करते हैं सीमा स्थिति लिखने के क्रम में आप सहार प्रतिक्रियाएं अंतिम सिरों पर कर्तन भारण द्वारा बदलते हैं और यह स्पष्टता के लिए यहां संकेत दिया गया है और इस प्रश्न के लिए प्रतिबल फलन क्या है इस प्रश्न के लिए प्रतिबल फलन को फाइ बराबर a 2 x वर्ग धन b 3 x वर्ग y धन d 3 y घन धन d 5 x वर्ग y घन ऋण 1 बट्टे y 5 d 5 y घात 5 के रूप में दिया गया है यदि आप वास्तव में देखते हैं तो आपके पास दो डिग्री के बहुपद तीन डिग्री के बहुपद और पाँच डिग्री के बहुपद के कुछ तत्व हैं ये एक उपयुक्त फैशन संयुक्त हैं तथा हमारे द्वारा उठाए प्रश्न के लिए प्रतिबल फलन हेतू मान्य हैं यहाँ तक लोग कैसे पहुंचते हैं इसकी कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है लोग इस पर परीक्षण और त्रुटि से पहुंचते हैं कुछ तार्किक तर्क से वे इसे देने में सक्षम होंगे लेकिन एक बार यह प्रतिबल फलन निर्दिष्ट हो जाने पर पूरी प्रश्न हल हो सकता है और यदि आप प्रतिबल फलन को देखते हैं तो मेरे पास गुणांक a 2 b 3 d 3 d 5 हैं इन्हें पता किया जाना है मेरे पास 1 2 3 4 गुणांक हैं और ये 4 गुणांक निर्धारित करने की आवश्यकता है और आप सीमा की दशा को देखते हैं वे गुणांक प्राप्त करने के लिए आपको पर्याप्त संख्या में समीकरण प्रदान करते हैं और सीमा की दशा क्या है आप जानते हैं कि मूल बीम के केंद्र के रूप में लिया जाता है तो आपके पास धन h बट्टे 2 एवं ऋण h बट्टे 2 है h बट्टे 2 में आपके पास क्या है आपके पास वितरित भार है और हम एक इकाई मोटाई पर विचार कर रहे हैं तो सिग्मा y स्वयं ही ऋण q हो जाता है तो ऊपरी सतह पर आप सीमा दशा निर्दिष्ट करते हैं नीचे की सतह पर भी आपने सीमा की दशा निर्दिष्ट की है सिग्मा y 0 के बराबर हैं और हमारे पास ऊपर और नीचे की सतहों पर भी है जो कि y बराबर धन या ऋण h बट्टे 2 है कर्तन प्रतिबल शून्य है और आप क्या दशाऐं लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि उस किनार के साथ साथ इस किनार पर क्या होता है और वह आपकी समग्र संतुलन आवश्यकताओं से आच्छादित है क्योंकि हम यहां जो जानते हैं वह केवल कर्तन बल है हम नहीं जानते वितरण क्या है वितरण को आपकी समाधान प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राप्त किया जाना है इसलिए मैं केवल इस किनार पर लिख सकता हूं अवकलन ऋण h बट्टे 2 धन h बट्टे 2 टाउ xydy बराबर qL बट्टे 2 यह केवल एक चीज है जिसे मैं लिख सकता हूं मैं टाउ xy के वैयक्तिक परिमाणों को निर्दिष्ट नहीं कर पाऊंगा जैसे कि मैंने शीर्ष मुख और नीचे के मुख top face and the bottom face पर किया था मैं इस तरह केवल ऐसी एक मात्रा के बराबर अविभाज्य जानता हूं और कौन सी अन्य चीजें जो आपके पास यहाँ पर है x दिशा में कोई बल नहीं है कोई आघूर्ण नहीं है और वे प्रासंगिक स्थितियाँ जैसे भी दिखाई देते हैं तो मेरे पास अवकलन ऋण h बट्टे 2 से h बट्टे 2 सिग्मा x dy बराबर 0 नेट बल 0 के बराबर है और आपके पास ऋण h बट्टे 2 से धन h बट्टे 2 सिग्मा xydY बराबर 0 भी है तो यह आपको घूर्ण देता है और अगर तुम सीमा की स्थिति देखो तो आपके लिए इन गुणांकों का मूल्यांकन करना संभव है मै इनके उन विवरण में नहीं जा रहा हूँ और तुम एक बार जान लेते हो कि फाइ क्या है तो आप आसानी से सिग्मा x सिग्मा y और टाउ xy के लिए समीकरण लिख सकते हैं तो हम सीधे देखेंगे कि ये प्रतिबल मात्राएं क्या हैं और मैं q बट्टे 8I गुणा 4x वर्ग ऋण L वर्ग y के रूप में सिग्मा xx प्राप्त करता हूँ आपको पता है अगर तुम इस तरह से देखो यह ऐसा कुछ अलग लगता है संक्षेप में यह कुछ भी नहीं है बल्कि वही है जिसे आप अपने फ्लेक्सचर फॉर्मूले से प्राप्त करते हैं यह पद M y बट्टे I के अलावा और कुछ नहीं है तो मेरे पास समाधान का एक हिस्सा वैसा ही है जैसा कि पदार्थों की सामर्थ्य दृष्टिकोण में हमने देखा है परंतु एक अतिरिक्त शब्द है जो वास्तव में एक सुधार कारक है जिसे q बट्टे 60I 3h वर्ग y ऋण 20y घन के रूप में दिया जाता है तो लोच का सिद्धांत समतलों की विकृति को पहचानता है और क्योंकि हम समग्र संतुलन की स्थिति के साथ साथ सीमा की स्थितियों और अनुकूलता को संतुष्ट कर रहे हैं और अंत में हमें एक समाधान मिलता है क्योंकि हमने विस्थापन चित्र पर कोई धारणा नहीं बनाई है विस्थापन का मूल्यांकन समाधान प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाता है तो एक तरह से इसने उन प्रश्नों के दायरे का विस्तार किया है जिन्हें आप लोच दृष्टिकोण के सिद्धांत द्वारा हल कर सकते हैं इस तरह से आपको इसे देखना होगा फिर आपके पास टाउ xy है जिसे qx बट्टे 8I गुणा h वर्ग ऋण 4y वर्ग के रूप दिया गया है यह वही है जो आपको पदार्थों की सामर्थ्य समाधान से मिलता है क्योंकि कर्तन बल x की स्थिति के रूप में बदलता है आपके पास यहाँ qx पद है और आप अनिवार्य रूप से एक परवलय के रूप में कर्तन बल वितरण प्राप्त करेंगे तो आप जो पाते हैं वह दो मात्राएँ हैं जो अलग हैं आप सिग्मा xx के लिए अतिरिक्त पद है और आपके पास एक अतिरिक्त प्रतिबल घटक सिग्मा yy भी है क्योंकि आपको शीर्ष सतह परसंतुलन स्थिति को पूरा करना होगा जब तक आप इनको प्रतिस्थापित नहीं करते हालांकि मात्रा छोटी है फिर भी यह शून्य नहीं होगी और यह इस स्लाइड में सचित्र प्रस्तुतिकरण किया गया है तो आपके पास बीम का क्रॉस सेक्शन है और आपके पास नमन प्रतिबल है जो पदार्थों की सामर्थ्य की तरह से रैखिक रूप से बदलता है आपके पास कर्तन प्रतिबल है यह भी परवलयिक भिन्नता वाला है आप ऊपर और नीचे की सतह को जानते हैं कर्तन 0 है और आपके पास सिग्मा x में सुधार पद है देखें यह केवल एक आरेखीय प्रस्तुतिकरण है आपको इस प्रतिबल और इस के परिमाण की तुलना नहीं करनी चाहिए यह काफी छोटा हो सकता है भिन्नता की देखने के लिए इसे बड़ा खींचा गया है इसी तरह सिग्मा y का मामला भी है तो आपको लोच प्रक्रिया के अपने सिद्धांत के हिस्से के रूप में दो अतिरिक्त मात्राएं मिलती हैं इसलिए यदि आप समान रूप से वितरित भार के तहत बीम का प्रश्न लेते हैं तो एक पूर्ण समाधान इन सभी घटकों को शामिल होता है और केवल यही सही समाधान है पदार्थों की सामर्थ्य में आपको जो मिला है वह केवल एक अनुमान है व इंजीनियरिंग विश्लेषण के लिए पर्याप्त है हम सिग्मा x में सुधार पद की उपेक्षा करके या सिग्मा y को शामिल नहीं करके गंभीर त्रुटि नहीं कर रहे हैं और दूसरा पहलू भी आप ध्यान में रख सकते हैं देखें मैंने कहा आप बीम पर वितरित भार के एक प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं क्योंकि मैं सीमा दशा को आसानी से निर्दिष्ट कर सकता हूं और मेरा प्रतिबल फलन भी बहुत सरल था मेरे पास केवल बहुपदों का संयोजन था बहुपद के कुछ पदों को चुनकर लिया गया था हम समाधान पाने में सक्षम थे और यह कुछ पहलुओं पर पदार्थ की सामर्थ्य के समाधान के साथ मेल खाया हम सही दिशा में हैं मान लीजिए कि मैं केंद्र पर एक केंद्रित भार के साथ एक बीम के प्रश्न को हल करना चाहता हूं जिसका अर्थ है 3 बिंदु नमन हमने पहले से ही देखा है आपके पास प्रतिबल फलन के निर्माण के लिए एक उम्मीदवार के रूप में फूरियर श्रृंखला हो सकती है आपको वास्तव में कई हार्मोनिक्स लेकर इसे करना होगा और जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो आप एक बहुत ही रूचिकर पहलू के साथ सामने आएंगे इस मामले में देखें हमने देखा है कि धरण की गहराई पर कर्तन गहराई परवलयाकार भिन्न होती है एक केंद्रित भार के मामले में जैसा कि आप केंद्रित भार के करीब जाते हैं कर्तन पैराबोलिक रूप से परिवर्ती नहीं होगी क्योंकि आपके पास ऊपरी सतह कर्तन पर एक केंद्रित भार है जो सतह के नीचे बहुत अधिक होगा और यह 0 से कम हो जाएगा समग्र कर्तन बल एक ही रहेगा कि कोई भ्रम न हो लेकिन कर्तन बल वितरण काफी अलग होगा और आप टिमोचेंको की किताब को देख सकते हैं जहां उन्होंने पन्नों के बाद पन्ने लिखे हैं 3 बिंदु नमन के तहत एक बीम के प्रश्न को कैसे हल किया जाए और एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि कर्तन भिन्नता अलग है जैसा कि आप भारण बिन्दूओं के करीब जाते हैं और जब तक आप अतिरिक्त सुदृढीकरण प्रदान करके अपने डिजाइन परिदृश्य में इसका ध्यान नहीं रखते हैं तब तक आपकी बीम विफल हो जाएगी ध्रुवीय निर्देशांक में प्रतिबल फलन का प्रारूप तो आपको मन में क्या रखना होगा वह यह है कि पदार्थों की सामर्थ्य ने ज्ञान के कुछ स्तर प्रदान किया है लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं आपको अपनी समाधान की विधि में सुधार करने की आवश्यकता है और वह लोच के सिद्धांत द्वारा प्राप्त किया गया और आप जानते हैं कि हमने कार्टेशियन निर्देशांक में प्रश्न को पहले देखा है अब हम यह करेंगे कि ध्रुवीय निर्देशांक में प्रश्न को देखेंगें ध्रुवीय निर्देशांक में द्वि हार्मोनिक समीकरण की प्रकृति क्या है और हम परिभाषित करेंगे कि डेल वर्ग क्या है तो डेल वर्ग सिग्मा r धन सिग्मा थीटा शून्य के बराबर संगतता स्थिति है और डेल वर्ग को डाउ वर्ग बट्टे डाउ r वर्ग धन 1 बट्टे r डाउ बट्टे डाउ r धन 1 बट्टे r वर्ग डाउ वर्ग बट्टे डाउ थीटा वर्ग के रूप में दिया गया है वास्तव में देखें जब हम एक अनंत प्लेट में दरार की प्रश्न को उठाते हैं तो हम पहले प्रतिबल क्षेत्र के समीकरणों पर पहुंचने हेतू वेस्टरगार्ड के उपागम Westergaard's approach से हल करेंगे वेस्टरगार्ड के प्रतिबल क्षेत्र के समीकरण का निर्माण कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली के आधार पर किया गया है और आप प्रतिबल और विस्थापन के क्षेत्रों में पहुंचने के लिए अनिवार्य रूप से विश्लेषणात्मक कार्यों का उपयोग करेंगे बाद में हम दरार के प्रश्नोंं के लिए विलियम की कार्यप्रणाली William's methodology को भी देखेंगे वह दृष्टिकोण वास्तव में एक ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली में की जाती है इसलिए यह सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है एक और कारण मैं इस ध्रुवीय निर्देशांक को क्यों लेकर चल रहा हूँ वास्तव में सामान्य हित के कई प्रश्न हैं आप ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली से समाधान पाते हैं जिस क्षण आप परिभाषित करते हैं कि फाइ क्या है सिग्मा rr सिग्मा थीटा थीटा एवं टाउ r थीटा के लिए समीकरण इस तरह से निर्दिष्ट हैं और सिग्मा rr को ऐसे दिया गया है 1 बट्टे r डाउ फाइ बट्टे डाउ r धन 1 बट्टे r वर्ग डाउ वर्ग फाइ बट्टे डाउ थीटा वर्ग सिग्मा थीटा थीटा को डाउ वर्ग फाइ बट्टे डाउ r वर्ग टाउ r थीटा बराबर ऋण डाउ बट्टे डाउ r of 1 बट्टे r डाउ फाइ बट्टे डाउ थीटा है वास्तव में आपको इन समीकरणों को समझने के लिए न्यूमोनिक तरीके को देखकर याद रखना चाहिए यदि आप कार्टेशियन और ध्रुवीय को देखते हैं तो उन्हें बार बार देखकर आपको पता चलेगा कि यह कैसे याद रखना चाहिए क्योंकि वे बहुत बहुत मौलिक मात्राएं हैं तो यहाँ विचार यह है कि हमने कार्टेशियन निर्देशांक में जो कुछ भी सीखा है वह ज्ञान यहाँ भी मदद करेगा आपके पास यह डेल वर्ग इस तरह से दिया गया है एक बार फाई निर्दिष्ट होने पर आप सिग्मा r सिग्मा थीटा एवं टाउ r थीटा पा सकते हैं अब हम देखते हैं कि ध्रुवीय निर्देशांक में प्रतिबल फलन के रूप क्या हैं यह जो हमने देखा है कि कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली के बहुत समान है हमने कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली में देखा है मेरे पास बहुपद फलन हो सकता था मेरे पास फूरियर श्रृंखला हो सकता था मेरे पास निर्देशांक के रुप में विश्लेषणात्मक फलन प्रतिबल फलन का उम्मीदवार हो सकता है ध्रुवीय निर्देशांक की दशा में सामान्य प्रारुप फाइ बराबर r का फलन गुणा cos n थीटा or sin n थीटा है आप थीटा के संदर्भ में बहुत सामान्य समीकरण नहीं ले रहे हैं आप आर के पदों में एक सामान्य फलन ले सकते हैं और इस तरह का संयोजन व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए पाया जाता है और हम उनमें से प्रत्येक मामले को एक एक करके देखेंगे अब आपके पास मामला 1 है जहां आप अक्षरेखा प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ n बराबर शून्य है एक इस श्रेणी में बहुत प्रसिद्ध प्रश्न एक मोटे सिलेंडर की प्रश्न है पतले सिलेंडर के लिए आप जानते हैं p r बट्टे t p r बट्टे 2 t आप विकसित करने में सक्षम हैं लेकिन जब मेरे पास एक मोटा सिलेंडर होता है तो आपको लोच के सिद्धांत अपनाना होगा और आपके पास प्रतिबल फलन इस प्रकार दिया गया है A r वर्ग लाॅग r धन B r वर्ग धन C लाॅग r धन D और आप लोच के सिद्धांत में जानते हैं यदि आप इनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए आते हैं तो एक नाम जुड़ा हुआ वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस प्रश्न को हल किया था और यह एक लैम प्रश्न के Lamė's problem रूप में जाना जाता है और आपके पास एक मोटा सिलेंडर है दीवार की मोटाई काफी है और अगर आपको पता लगाना है तो आपको लोच के सिद्धांत से जाना होगा और यहाँ किस तरह का डोमेन है हमने चर्चा की है एकश सम्बंधित और बहुसम्बंधित की गई वस्तु क्या हैं यह वास्तव में एक बहु सम्बंधित वस्तु है और इस मामले में केवल द्वि हार्मोनिक समीकरण और सीमा की स्थिति को संतुष्ट करना पर्याप्त नहीं है आपको यह भी देखना चाहिए कि एक बार रिंग के चक्कर लगाते हैं तो क्या विस्थापन अनन्य है गुणांक A शून्य बनाने के लिए इस तरह का तर्क आवश्यक है तो अगर आपको याद है कि आपने लेम प्रश्न का समाधान कैसे किया है आप कहेंगे कि विस्थापन चित्र को देखकर गुणांक A को 0 होना चाहिए यह बहुत ज़रूरी है लोच के सिद्धांत में देखें हम कहते हैं कि हम विस्थापन के बारे में कोई मान्यता नहीं बनाते हैं विस्थापन की जानकारी के कुछ पहलुओं को समाधान प्रक्रिया के लिए भी उपयोग करने की आवश्यकता है तो यह प्रश्न की एक श्रेणी है आप इसका उपयोग करके हल कर सकते हैं अन्य श्रेणी है कृपया इसका साफ स्केच बनाने का प्रयास करें शुद्ध नमन के अधीन आरंभिक वक्री बीम के लिए उसी प्रतिबल फलन भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपको पता है आपके पास बहुत कई व्यावहारिक अनुप्रयोग है जहां शुरू में ही बीम में नमन है मान लीजिए आप एक क्रेन हुक का विश्लेषण करना चाहते हैं यह कर्तन के साथ ही नमन घूर्ण के अधीन है तो अगर यह कर्तन के अधीन है तो हमें इसे हल करने के लिए एक और प्रतिबल फलन उपयोग करना होगा फिर रैखिक सुपरपोजिशन संभव है क्योंकि हम रैखिक लोच डोमेन में रह रहे हैं तो सुपरपोजिशन संभव है यह एक बहुत ही उपयोगी तकनीक है वास्तव में जब आपके पास रैखिक लोच होता है तो सुपरपोजिशन एक उपयोगी अवधारणा है यही विचार हम रैखिक लोच फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए भी विस्तारित करेंगे इसलिए सुपरपोज़िशन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स में से एक है तो आप एक ही प्रतिबल फलन के साथ शुरू में वक्री बीम के लिए समाधान प्राप्त कर सकते हैं तो क्या होगा गुणांक अलग अलग होंगे यह भारण और विशिष्ट प्रश्न की सीमा स्थिति पर निर्भर करता है और आप प्रतिबल फलन के एक और सेट का निर्माण भी कर सकते हैं पहले हमने मामले में n को 0 के बराबर देखा हम इसे अक्षीय स्थिति के रूप में लेबल करते हैं अब हम उस स्थिति पर जाते हैं जहां n 1 के बराबर है हमने पहले से ही प्रतिबल फलन का एक सामान्य रूप देखा है तथा यह फाइ बराबर f 1 r cos थीटा के रूप में फिर से लिखा जाएगा Cos n थीटा के बजाय n यहाँ 1 हो गया है तो यह cos थीटा है या फाइ बराबर f 1 r cos थीटा आपके पास f 1 r sin थीटा फलन r गुणा sin थीटा के रूप में भी हो सकता है ओर r का फलन हमने इसे 1 क्यों लिया क्योंकि हमनें जेनेरिक स्थिति में f suffix n लिखा है तो r का फलन इस रूप में लिया जाता है A 1 r घन धन B1 बट्टे r धन C1 r धन D1 r ln r और यह एक वक्री बीम के लिए कर्तन भारण के कारण प्रतिबल का पता लगाने हेतू उपयोगी प्रतिबल फलन है आप ये सभी प्रश्न जानते हैं जो कि हमने देखा है आप वास्तविक इंजीनियरिंग अभ्यास में उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते हैं और इनमें से जो कुछ समाधान हम उपयोग कर रहे हैं वास्तव में यह लोच विश्लेषण के सिद्धांत से आते हैं हमने n को 0 के बराबर n को 1 के बराबर देखा है अगला चरण n 2 के बराबर है इसलिए आप जो पाते हैं वह n 2 से अधिक या उसके बराबर है आपके पास एक सामान्य समीकरण है जहां फाइ को f n r cos n थीटा या f n r sin n थीटा रूप में परिभाषित किया गया है और f का r का जेनेरिक फंक्शन A n r घात n धन B n r घात ऋण n धन C n r घात n धन 2 धन D n r घात ऋण n धन 2 के रूप में दिया गया है आप जानते हैं कि अनंत प्लेट के साथ एक छोटे छेद एक प्लेट में एक छोटे छेद के प्रश्न को हल करने के लिए यह एक उपयोगी प्रतिबल फलन है देखिए मैं एक परिमित स्क्रीन का उपयोग करके इस प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं इसलिए मुझे एक परिमित चित्र बनाना होगा तो जब n 2 के बराबर होता है तो प्रतिबल फलन एकअक्षीय तनाव के अधीन एक अनंत प्लेट में एक छोटे से छेद के मामले में प्रतिबल वितरण के प्रश्न को हल करने के लिए उपयोगी होता है हम सुपरपोज़िशन के सिद्धांत की सराहना करने के दृष्टिकोण से समाधान के कुछ पहलुओं को भी देखेंगे प्रश्नों की सूची जिन्हें हल किया जा सकता है आप अनेक तरह के प्रश्नों को जानते हैं आप इस प्रकृति में प्रतिबल फलन को लेकर हल करने में सक्षम हैं प्रतिबल फलन के अन्य रूप भी हैं तुम्हें पता है कि तुमने फाइ को C r थीटा sin थीटा के रूप में परिभाषित किया है आप जानते हैं कि r का फलन मात्र r है लेकिन थीटा का फलन थोड़ा सा शामिल होने वाला है और आपके पास एक और प्रतिबल फलन C r थीटा cos थीटा के रूप में परिभाषित है यह बहुत उपयोगी प्रतिबल फलन है आप जानते हैं कई व्यावहारिक रुचि प्रश्नों को हल किया जा सकता है I सोचिए मैं इस आंकड़े को आपके लिए बडा करुँगा आपके पास यहां क्या है मेरे पास एक अर्ध अनंत प्लेट पर केंद्रित भार है यहां आपकी सीमा अनंत है मेरे पास एक केंद्रित भार है मेरे पास एक झुकाव पर एक भार है एक भार है जो सतह के स्पर्शरेखीय है और यदि आप आरेख को ध्यान से देखें तो एक ही स्ट्रेस फलन C r थीटा sin थीटा या C r थीटा cos थीटा है जो इन तीनों मामलों के लिए सावधानी से थीटा को परिभाषित करके लगाया जा सकता है थीटा को संदर्भ बिंदु से भारण के रूप में परिभाषित किया गया है भारण क्षैतिज है आप इससे थीटा को मापते हैं अक्ष से नत थीटा माप भारण है इसलिए यदि आप इसे पहचान लेते हैं तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान का एक परिवार केवल थीटा को फिर से परिभाषित करके मिल जाता है इन सभी मामलों के लिए आप समाधान प्राप्त करते हैं और यदि आप केंद्रित भार को देखते हैं तो यह आपके बाॅसीनेस्क Boussinesq's के प्रश्न की तरह है फिर आपके पास इसका विस्तार है यदि आप संपर्क प्रतिबल विश्लेषण को देखते हैं तो यह सभी बाॅसिनेक Boussinesqs के मूल समाधान से शुरू हुआ जो कि हर्ट्ज द्वारा विस्तारित है और आपके पास हर्ट्ज़ियन संपर्क प्रश्न है और हमने यह भी देखा है कि व्यास संपीड़न के तहत डिस्क के लिए समाधान कैसे खोजना है वह भी इस बुनियादी समाधान से आता है मूल समाधान के रूप में आप व्यास संपीड़न के तहत डिस्क के मामले के लिए समाधान पा सकते हैं इसलिए यह एक बहुत ही उपयोगी उपाय है और आप एक कील प्रश्न के मामले का भी पता लगाने में सक्षम होंगे वही प्रतिबल फलन उपयोगी है और तुम फाँस प्रश्न का उपयोग कहां पाते हो मान लीजिए कि मैं किसी कटाई औजार का विश्लेषण करना चाहता हूं जब आप मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो कटाई औजार धातु हटाते हैं यदि आप कटाई औजार का विश्लेषण करना चाहते हैं तो कील प्रश्न को लिया जा सकता है तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से काफी प्रश्नों का अच्छा सेट प्रतिबल फलन को ध्रुवीय निर्देशांक देखकर हल किया किया जा सकता है

अतः ध्रुवीय निर्देशांक बहुत उपयोगी है आप बहुत व्यावहारिक प्रश्न पाते हैं जिन्हे आप ध्रुवीय निर्देशांक में व्यक्त प्रतिबल फलन करके हल कर सकते हैं अब हम एक अनंत प्लेट के साथ छोटे गोलेकार छेद के प्रश्न को देखेंगे सिर्फ इसके मुख्याँश में पूरा समाधान नहीं मिलेगा और जैसा मैंने लोच के सिद्धांत में किसी भी प्रश्न के लिए उल्लेख किया गया है कि एक नाम जुड़ा है इस परिपत्र छेद के प्रश्न के लिए यह किर्स्च Kirschs था जिसने 1898 में इसे हल किया और किर्स्च की प्रश्न के रूप में जाना जाता है और चूंकि हमारे पास एनीमेशन की एक अच्छी सुविधा है उदाहरण के लिए मैंने इसे इस तरह से लिया है आपके पास एक छोटी प्लेट के साथ एक अनंत प्लेट होती है जो दृश्य रूप से आकर्षक हो सकती है लेकिन जब मैं इसे एक परिमित डोमेन में करना चाहता हूं तो मुझे एक परिमित आरेख लेना होगा और यह देखने के लिए कि मैं छेद से क्या दिखा रहा हूं तो मैं इसे बड़ा बनाता हूं क्योंकि मैं छात्रों के बीच आम भ्रमों में से एक देखता आया हूं वे यह नहीं जानते हैं कि लोच का सिद्धांत केवल एक छोटे छेद के साथ अनंत प्लेट के लिए समाधान प्रदान करता है क्योंकि आप पुस्तकों में इस तरह एक परिमित आरेख देखने के आदी हैं छात्र तुरंत झपटते हैं जब वे वास्तव में आयाम में परिमित एक छेद के साथ प्लेट के एक प्रश्न को हल करते हैं वे सोचते हैं कि यह समाधान सीधे लागू हो सकता है क्योंकि आपके पास स्थान की शर्त है आपको कल्पना करना होगा कि सीमाएं छेद के विमा से बहुत दूर हैं और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें भी हम करते हैं आप जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न एक अनंत प्लेट आयताकार प्लेट एक छोटे गोलाकार छेद के साथ की तरह समाधान के तरीकों में से एक में एक सीमा के रूप में होता है जो अनंत पर वृत्त की प्रकृति का है और सीमा की स्थिति को फिर से लिखें आपके पास केवल सिग्मा xx है इस प्रतिबल घटकों को एक परिपत्र प्लेट के लिए उपयुक्त सीमा दशा के रूप में फिर से लिखा जा सकता है और हम इसे ध्रुवीय निर्देशांक में क्यों लेते हैं मेरे पास गोलाकार छेद है और मेरे पास वृत्त के रूप में बाहरी सीमा भी है यदि मैं ध्रुवीय निर्देशांक में प्रश्न को देखूं तो सीमा स्थिति निर्दिष्ट करना मेरे लिए सुविधाजनक है और यही मैंने उल्लेख किया है जब लोग एक अण्डाकार छिद्र के प्रश्न को हल करना चाहते थे तो उन्हें अण्डाकार निर्देशांक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता थी क्योंकि उन्हें अण्डाकार छिद्र की सीमा पर सीमा स्थिति निर्दिष्ट करनी थी और ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली बहुत अधिक सरल है यह कारण है आपने एक गोल छेद वाली एक अनंत प्लेट को पहले हल किया गया था तथा हम लगाए गये सुपरपोजिशन के सिद्धांत पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगें और इससे पहले कि मैं उसमें जाऊँ आपके पास फ्रिंज पैटर्न का अच्छा सेट है जो प्रकाशलोच के कारण बनते हैं और यह एक परिमित प्लेट के लिए है इसमें भ्रमित न हों यह एक छेद के साथ एक सीमित प्लेट के लिए है एक छोटे छेद के साथ अनंत प्लेट के लिए नहीं इसलिए हम जो करते हैं उसका उपयोग कर रहे हैं संत वेन्ट का सिद्धांत Saint Venant's principle छोटा केंद्रीय छेद दूरी पर प्रतिबल वितरण को प्रभावित नहीं करेगा जो व्यास की तुलना में बड़ा छिद्र है तो मैं r बहुत ज्यादा बडा ले रहा हूँ लेकिन चित्र में यह इस रूप में है परंतु गणितीय रूप से पहचानें कि R से a बहुत बड़ा है और आपके पास इस तरह का यह प्रतिबल क्षेत्र है और हम इसे प्रतिबल टेंसर से प्राप्त करेंगे प्रतिबल टेंसर सिग्मा xx 0 0 0 से दिया जाता है यह द्वि आयामी प्रश्न है और हम जो करेंगे वह यह कि हम इसे बदलेंगें कोई भी दूर का क्षेत्र प्रतिबल उस छेद की सीमा पर उपयुक्त सीमा स्थिति के रुप में लेंगें और जिसे आप उपयुक्त प्रतिबल परिवर्तन से कर सकते है तो मेरे पास दिशा कोसाइन मैट्रिक्स है मैं थीटा पर एक जेनेरिक अनुभाग ले रहा हूं R और x के बीच यह cos थीटा है R और y के बीच यह ऋण sin थीटा है थीटा और x दिशा के बीच इसका ऋण sin थीटा थीटा और y के बीच इसका cos थीटा है सुपरपोजिशन के सिद्धांत का चित्रण और हम जानते हैं प्रतिबल टेन्सर क्या है मैं ध्रुवीय निर्देशांक में प्रतिबल टेंसर को दिशा कोसाइन आव्यूह को गुणा करके प्राप्त कर सकता हूँ तो आपके पास यह है और यह ट्रांसपोज के रूप में है तो आपके पास cos थीटा ऋण sin थीटा sin थीटा cos थीटा है तो हम इस चरण में क्या कर रहे हैं है हम बाहरी सीमा को ट्रांसपोज रूप में समाधान प्रक्रिया की सुविधा के लिए प्रश्न फिर से लिखना चाहते हैं देखिए इसके समाधान के अन्य तरीके भी हैं लोगों ने बाहरी सीमा को आयताकार रूप में लिया और वे आगे भी बढ़े हैं उसे करने का यह भी एक और तरीका है लेकिन यह एक और तरीका है जो कहीं अधिक सरल है और मेरी दिलचस्पी यह दिखाने के लिए है कि हम समाधान पर पहुंचने के लिए सुपरपोजिशन के सिद्धांत का उपयोग कैसे करते हैं मेरा ध्यान केवल उसी पर है क्योंकि अगर मुझे सुपरपोजिशन के स्तर पर जाना है तो मुझे छेद की सीमा पर प्रतिबल के घटकों को देखना चाहिए और फिर प्रश्न का समाधान पुन करना चाहिए तो समीकरण से हम सिग्मा rr प्राप्त कर रहे हैं सिग्मा xx बट्टे 2 गुणा 1 धन cos 2 थीटा एवं तब टाउ r थीटा ऋण सिग्मा xx बट्टे 2 sin 2 थीटा के रूप में है मुझे लगता है कि आप इस की अच्छी तस्वीर खींचने के लिए कुछ समय ले सकते हैं तो जो कुछ भी आपके पास इस छेद पर सीमा की स्थिति है उसे दो प्रश्नोंं के सुपरपोजिशन के रूप में सोचा जा सकता है यहाँ पर मेरे पास सिग्मा xx बट्टे 2 है इसे एक कुंडलाकार प्लेट के रूप में देखें जिस पर सिग्मा xx बट्टे 2 जो सभी सीमाओं पर समान रूप से क्रियाशील है यह एक प्रश्न है इसके लिए आपके पास पहले से ही एक उपाय है यह आपकी लेम Lamė's के प्रश्न के अलावा और कुछ नहीं है और आपके पास एक और प्रश्न है मैंने केवल एक भारण दिखाया है मैंने सिग्मा xx बट्टे 2 गुणा cos 2 थीटा में भारण करके दिखाया है इसका एक स्केच बनाएं चित्रीय स्केच बहुत दिलचस्प है यह कई पुस्तकों में आपको नहीं मिल सकता है इसके अतिरिक्त आपके पास कर्तन प्रतिबल टाउ r थीटा भी है ड्रा करने के बाद यह भी हम आपको दिखाएंगे हम देखेंगे कि कैसे ऋण सिग्मा xx बट्टे 2 गुणा sin 2 थीटा की भिन्नता प्रकट होती है यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे और बड़ा बना सकता हूं तो वह यही है जो आपके पास है आप सीमा ड्रॉ कर सकते हैं तो यह धनात्मक मान को प्रदर्शित करता है यही प्रतीकवाद हम उपयोग कर रहे हैं और हम कर्तन प्रतिबल पर भी देखेंगे कर्तन प्रतिबल में उतार चढ़ाव कुछ इस प्रकार से होगा और यह ऋण सिग्मा xx बट्टे 2 sin 2 थीटा है तो इस प्रश्न में आपके पास दोनों प्रकार की भारण हैं आपके पास सिग्मा xx बट्टे 2 cos 2 थीटा तथा ऋण सिग्मा xx बट्टे 2 sin 2 थीटा दोनों का योगदान है तो हमने इसे इस तरीके से देखा है कि परिमित प्लेट में छोटे क्षेत्र के प्रश्न के लिए परिमित आयताकार प्लेट के लिए वृत्तीय प्लेट में छोटे क्षेत्र के लिए दोबारा लिखा और हमने उचित ढंग से सीमा दशाओं को भी देखा सीमा दशाओं पर देखने से हम इसे दो उप प्रश्नों में बांटने के योग्य हो गए थे एक प्रश्न आपका परंपरागत लेम प्रश्न conventional Lamė's problem जो विशिष्ट भारण के अंतर्गत होता है यहां पर भारण अलग है अब जो हमने भारण देखी है दूसरा प्रश्न यह है कि आपके पास में प्रतिबल घटक सिग्मा के घटकों xx बट्टे 2 cos 2 थीटा एवं सिग्मा xx बट्टे 2 sin 2 थीटा हैं और यदि आप प्रतिबल फलन पर देखें तो यह sin 2 थीटा एवं cos 2 थीटा है तो इसका कारण यह है कि आप इस तरह का प्रतिबल फलन क्यों कर पा रहे हैं हमने कहा है कि n बराबर 2 एक अनंत छेद वाली प्लेट की प्रश्न को हल करने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार है तो आप उस प्रतिबल फलन का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं जब मुझे सिग्मा xx घटक 1 यहाँ घटक 2 यहाँ पता चलता है आप उन्हें जोड़ सकते हैं क्योंकि हम रैखिक लोच के डोमेन में हैं रैखिक लोच में बहुत शक्तिशाली कार्यप्रणाली में से एक सुपरपोजिशन का सिद्धांत है वास्तव में जब हम फ्रैक्चर यांत्रिकी प्रश्नों में स्ट्रेस तीव्रता कारक का पता लगाने के लिए कुछ समाधानों को देखते हैं तो हम सुपरपोजिशन के सिद्धांत को लगाएंगे और प्रतिबल तीव्रता कारकों का मूल्यांकन करेंगे क्योंकि वहाँ फिर से हम एक रैखिक लोच फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए जा रहे हैं तो यही कारण है कि मैंने क्यों सोचा कि मुझे उस सुपरपोज़िशन के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए लोच दृष्टिकोण के अपने पारंपरिक सिद्धांत में उपयोग किया गया है यह कुछ नया नहीं सामर्थ्य आपके रैखिक लोच से आती है वह जो महत्वपूर्ण है तब आप अण्डाकार निर्देशांक पर एक नजर भी डाल सकते थे है मैं सिर्फ अण्डाकार निर्देशांक दिखाऊंगा और आपको यह पहचानना होगा कि ये एक अण्डाकार छेद वाली प्लेट के प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक थे और यह आपके मूल समीकरण x वर्ग बट्टे cos h वर्ग अल्फा धन y वर्ग बट्टे sin h वर्ग अल्फा बराबर c वर्ग आता है और अल्फा के विभिन्न मूल्यों के लिए हम कन्फ्यूज हो जाते हैं इन्हें यहाँ दिखाया गया है मै बडा करके भी और दिखाऊँगा आपके पास कन्फोकल दीर्घवृत्त है तो जब आप निर्दिष्ट करते हैं कि अल्फा क्या है आप अण्डाकार छेद की सीमा को परिभाषित करते हैं तो यह सीमा दशा निर्दिष्ट करने के लिए सुविधाजनक बन जाता है और लोच के सिद्धांत का विकास मैं यही जोर देता हूं जब उन्हें एक प्रश्न को हल करना पड़ा तो उन्हें उपयुक्त निर्देशांक प्रणाली भी विकसित करनी पड़ी तिरछी प्लेटों का उपयोग एयरोस्पेस संरचनाओं में किया जाता है इसलिए उन्होंने तिरछी निर्देशांक प्रणाली विकसित की और अगर उन्हें गोलाकार क्षेत्र का विश्लेषण करना है तो उन्होंने गोलाकार निर्देशांक प्रणाली और गोलाकार द्विध्रुवी निर्देशांक प्रणाली विकसित की थी और ये उन दिनों में सभी महत्वपूर्ण शोध योगदान थे इसलिए उपयुक्त निर्देशांक प्रणाली के बिना वे वास्तविक व्यवहार में आने वाली प्रश्नोंं पर हमला करने में असमर्थ थे और यह वह जगह है जहां आपके परिमित तत्व समाधान जो मूल रूप से दृष्टिकोण में संख्यात्मक हैं कम से कम लगभग जटिल सीमाओं को संभालने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए हैं तो यह संख्यात्मक तकनीकों का लाभ है इसलिए अगर मुझे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से एक प्रश्न को हल करना है तो मुझे उपयुक्त निर्देशांक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है तो आप अल्फा को एक स्थिरांक के बराबर निर्दिष्ट करते हैं और फिर पता करतें हैं कि दीर्घवृत्त की आंतरिक सीमा क्या है और आपके पास अल्फा और बीटा है आप अनिवार्य रूप से सिग्मा अल्फा अल्फा प्राप्त करें और सिग्मा बीटा बीटा इसे आप आपके आँकडा व्याख्या के लिए उपयुक्त मात्रा के रूप में व्याख्या करते हो तो आपके पास अण्डाकार छेद के अर्ध प्रमुख और अर्ध लघु अक्षोंं एक के रूप में a बराबर c cos h एल्फा नाॅट एवं b बराबर c sin h एल्फा नाॅट दिया गया है तो यह आपको लोच के सिद्धांत के कुछ पहलू पर एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है हमने कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली साथ ही ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली को देखा है और जिस क्षण आप प्रतिबल के फलन को प्राप्त करते हैं आप समाधान पर पहुंचने की स्थिति में होते हैं तो शुरुआती बिंदु एक प्रतिबल फलन है लोग प्रतिबल फलन को कैसे प्राप्त करते हैं एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण पहलू है विश्लेषणात्मक फलन देखें इससे पहले कि हम दरार मुख स्ट्रेस और विस्थापन क्षेत्र विकसित करने के मुद्दे को उठाएं मैंने कहा विश्लेषणात्मक फलन का उपयोग फ्रैक्चर यांत्रिकी में प्रतिबल फलन को हल करने के लिए किया जाता है यह वह है जो वेस्टरगार्ड ने उपयोग किया है सो हमें समझने की जरूरत है कि विश्लेषणात्मक फलन क्या है तुम्हें पता है अगर एक फलन विश्लेषणात्मक है तो इसका डेरिवेटिव होता हैं एक जटिल डेरिवेटिव फलन के डेरिवेटिव w बराबर f का z से dw बट्टे dw को सीमा डेल्टा z अग्रसर 0से परिभाषित किया गया है आपके पास समान रूप से उल्लेखनीय व्याख्या है आपने w प्राइम रखा यदि आप 1 प्राइम लगाते हैं तो इसे dw बट्टे dz बराबर f प्राइम z द्वारा दिया जाता है सीमा डेल्टा z के रूप में 0 तक जाती है आप z धन डेल्टा z ऋण f का z बट्टे डेल्टा z पर फंक्शन का मूल्यांकन करते हैं इसलिए अब हमें यह देखना होगा कि इस अंतर को प्राप्त करने के लिए कौन से महीन पहलू हैं जिन्हें हमें देखना होगा और z एक जटिल संख्या है z x धन i y के बराबर है तो आपको डेरिवेटिव के अस्तित्व के लिए मन में क्या रखना होगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे डेल्टा z शून्य की तरफ बढता है यह आवश्यक है कि भागफल की सीमा समान हो इसलिए वह सुनिश्चित करना होगा तो तुम इस फलन w को वास्तविक अंग u x y धन कल्पित अंग को i गुणा v का x y से दिया है वास्तविक अंग u x y कल्पित अंग v x y है और हमने पहले ही कहा है कि हम यह पता लगाना चाहते हैं कि व्युत्पन्नक मौजूद है या नहीं तो सीमा डेल्टा z अग्रसर 0 डेल्टा w बट्टे डेल्टा z परिभाषा है उस स्थिति में डेल्टा y 0 के बराबर है तो आपके पास डेल्टा z वास्तविक है उस स्थिति में डेल्टा x 0 के बराबर है तो आपके पास डेल्टा z काल्पनिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे डेल्टा z शून्य की तरफ बढता है कि यहाँ ग्राफ में दर्शाया गया है तो आप पहले मामले में डेल्टा x बराबर 0 डेल्टा z बराबर i डेल्टा y तो यह इस तरह बदलता है दूसरा मामले में आपके पास डेल्टा y बराबर 0 डेल्टा z बराबर डेल्टा x है तो यह इस तरह बदलता है आपके पास एक ऐसा मामला हो सकता है जहां डेल्टा y और डेल्टा x दोनों बदलते हैं तो वे इस तरह से संबंधित हैं यह एक रैखिक संबंध है या यह एक वक्र में भी हो सकता है इसलिए अब हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जैसे भी डेल्टा z शून्य की तरफ बढता है मेरे पास dw बट्टे dz का एक विशिष्ट मूल्य होना चाहिए जो जटिल फलन बनाने वाले वास्तविक और काल्पनिक स्थितियां के बीच कुछ शर्तों को लागू करता है ये स्थितियां आपने विकसित की हैं आप को इसके पीछे क्या कारण है पता होना चाहिए क्योंकि डेल्टा z शून्य की तरफ जैसे भी बढता है मुझे एक अद्वितीय समाधान प्राप्त करना चाहिए और अब इसे हम विषयानुसार लेंगे हम मामला लेंगे कि डेल्टा z वास्तविक है और हम यह लिखना चाहते हैं कि dw बट्टे dz क्या है और dw बट्टे dz क्या है यह सीमा डेल्टा x अग्रसर 0 के अलावा कुछ भी नहीं है आपको x धन डेल्टा x y धनi v का x धन डेल्टा xy ऋण u का x y धन I v का x y बट्टे डेल्टा x की गणना करनी है और इन्हें वास्तविक और काल्पनिक भाग के रूप में वृर्गीकृत किया जा सकता है जिस तरह से अगले चरण में दर्शाया गया है और ये आप कैसे अवकलन लिखते हैं कि मूल परिभाषा को आराम से लिखा जा सकता है आप इसे u का x धन डेल्टा x y ऋण u का x y के रूप में देख रहे हैं इसलिए मैं इसे लिख सकता था जब वे सीमा डेल्टा x अग्रसर 0 को संतुष्ट करते हैं मैं बस इसे डाउ u बट्टे डाउ x के रूप में लिख सकता हूं मैं बस इसे डाउ v बट्टे डाउ x के रूप में लिख सकता हूं तो जो भी आपको यहां मिलता है वह डाउ u बट्टे डाउ x डाउ x धन i डाउ v बट्टे डाउ x के बराबर हो जाता है हम एक मामला ले रहे हैं जब डेल्टा z वास्तविक है अब हम केस लेंगे जब डेल्टा z काल्पनिक है और हम वही बात लिखेंगे देखते हैं हमें क्या मिलता है तो यहाँ आपको इसे ध्यान से सीमा डेल्टा y अग्रसर 0 लिखना होगा तो इसका मतलब है कि x धन i डेल्टा y जो हम देख रहे हैं और यहाँ x शून्य है तो आपके पास यह i डेल्टा y के रूप में है समाने आ रहा है कि ये समीकरण उपयुक्त रूप से लिखा हुआ यहाँ फिर से आप सामान्य समीकरण लिखते हैं जब वास्तविक और काल्पनिक भाग तब अलग हो जाते हैं ओर आप सहजता से इसे 1 बट्टे i डाउ u बट्टे डाउ y पाते हैं एवं आपके पास यह डाउ v बट्टे डाउ y के रुप मे होगा तो मुझे यहाँ क्या मिलता है मैं इसे dw बट्टे dz बराबर 1 बट्टे i डाउ u बट्टे डाउ y धन डाउ v बट्टे डाउ y के रुप मेंं प्राप्त करता हूँ लेकिन यह डाउ v बट्टे डाउ y ऋण i डाउ u बट्टे डाउ y है तो अब मेरे पास dw बट्टे dz के लिए दो समीकरण हैं वे इस तरह मौजूद नहीं हो सकते हैं इसलिए वास्तविक और काल्पनिक भागों के बीच कुछ अंतर्संबंध होना चाहिए हम इसे अगली कक्षा में जारी रखेंगे इसलिए इस कक्षा में हमने जो किया है हमने लोच के सिद्धांत का संक्षिप्त अवलोकन किया है और अंत में हमने देखा कि विश्लेषणात्मक फलन क्या हैं यह सब गणित पर आपके पाठ्यक्रमों में विकसित किया जा चुका है क्योंकि आपने लंबे समय से अभ्यास खो दिया है तो यह वांछनीय है कि हम उनका अवलोकन करें और एक दरार के साथ प्लेट के मामले में प्रतिबल क्षेत्रों का मूल्यांकन करें धन्यवाद